Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 47 लेक्चर 47 Three phase circuits थ्री फेज सर्किट्स तो इस सिंगल फेज सर्किट को यहाँ खत्म करते है तो मेरा सुझाव है कि आप नुमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ अच्छी किताबो का उपयोग करे और अगला हम थ्री फेज सर्किट् पर आएंगे इसलिए आमतोर पर थ्री फेज सर्किट में पॉवर जनरेशन नही बताया जाएगा यहाँ आपको केवल कुछ बेसिक आईडिया दिया जाएगाक्योकि हमारा उद्देश्य थ्री फेज सर्किट का एनालिसिस करना है Refer Slide Time 0042 तो आमतौर पर जिसे हम थ्री फेज सर्किट कहते है वह अल्र्नेटर यहाँ बनाया गया है उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मान लेते है कि यह एक मैगनेट है और मैगनेट रोटेशन की डायरेक्शन को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है यह रोटेट हो रही हैं और मैगनेट चारो और से घिरा हुआ है मैगनेट घिरा हुआ हैं इस फेज को थ्री फेज कहते हैं इसमे थ्री विंड हैं इसलिए इसे थ्री फेज वाइंडिग कहते हैं इस रोटेटिंग मैगनेट को रोटर कहते है और यह रोटेटिंग मैगनेट स्टेटिक वाइंडिग से घिरी होती है जिसे हम स्टेटर कहते है तो सवाल यह है कि आमतौर पर मान लेते है कि यह एक कंडक्टर a है जिससे करंट इंटर होता है और a से बाहर निकल जाता है उसी प्रकार b के लिए b और c के लिए c है a a b b तथा c c के लिए 120o फेज कि अलग अलग वाइंडिग है तो कुल 360o है उसी प्रकार a a b b और c c 120o फेज अलग अलग हैं अब सवाल यह है कि अब यह एक रोटर है जो स्टेटिक पार्ट से घिरा हुआ है जिसे रोटर कहा जाता हैं और इस स्टेटिक पार्ट में 120o की अलग अलग वाइंडिग है पर जेसा कि मैग्नीटयुड रेवोलविंग है तो इसमे फ्लक्स होगा रिफर टाइम 0219उसी प्रकार आउटपुट वोल्टेज इन तीनो वाइंडिग में 120o के अलग अलग फेज से इंडयुसड होता हैं क्योकि इन तीनो वाइंडिग में आउटपुट वोल्टेज इंडयुसड होगा उसी प्रकार यह एक मैगनेट हैं तो माना कि मैगनेट घूम रही है और वह स्टेटिक पार्ट से घिरी हुई है जिसे स्टेटर कहा जाता है इसमे तीन a a' b b' व c c' तीन 120o फेज कि अलग अलग वाइंडिग है और जब यह रोटेट होती है तो इन तीनो वाइंडिग में फ्लक्स लिंक हो जाता है इसलिए जब वोल्टेज इंडयुसड होगा तो यदि हम a' से a तक देखेंगे तो इसका मतलब की a इंटरिंग हैं और a' लीविंग हैं और यहाँ ये इंटरिंग हैं और लीविंग हैं और उसी प्रकार b' के लिए b टर्मिनल लेंगे और c' के लिए c टर्मिनल लेंगे और उसी प्रकार यदि ab और c तीनो टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाये तो एक नुमेरिकल पॉइंट बनता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट n कहा जाता है ये सभी तीनो आपस में जुड़े हुए हैं और एक नयूमेरिकल पॉइंट बनता हैं और यह abc तीन टर्मिनल हैं तो यह एक थ्री फेज जनरेटर है जिसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है तो यह रिफर टाइम 0349 जनरेटररिफर टाइम 0351एक साथ यह अलग हैं बस इसी तरह थ्री फेज सर्किट हैं जिसमे रोटर हैं यह मैगनेट हैं माना की यह रेवोल्विंग हैं और इसमें तीन 120o की अलग अलग वाइंडिंग होती है तो यदि मैगनेट रेवोल्विंग हैं इसका मतलब हैं कि फ्लक्स लिंकिंग होता हैं जिसे वाइंडिग कहते हैं और वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो यह 120o अलग अलग हैं यह कैसे होता हैं Refer Slide Time 0424 तो मुझे बस मुझे यह बात करने दे इस केस में यदि उसी प्रकार देखे तो वोल्टेज Van Vbn और Vcn लिया है तो हमने इसे उसी प्रकार a b c मार्क किया है तो एक वोल्टेज a से n होगातो दूसरा b से n होगा उसी प्रकार दूसरा c से n ऐसा ही होगा तो V a से nV b से n और V c से n हैं तो an bn cn के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते है तो यह क्या होगा यदि हम इसे उसी प्रकार फ्लो करे तो यह Van Vbn और Vcn हैं यह रोटेट हो रहा हैं इसे कह सकते है कि यह एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जेसे रोटेट हो रहा हैं तोVan कुछ इस तरह से घूमेगा जेसा किमैने पहले ही बता दिया है कि तीनो में 120o का फेज डिफरेंस होगातो Vbnयहाँ से शुरू होगा और Vcnयहाँ से शुरु होगा इसका मतलब VanVbnसे 120o के साथ लीड करेगाVbnVcnसे 120o के साथ लीड करेगा अन्य शब्दों में VbnVanसे 120o के साथ लेग करेगा Vcn Vbn से 120o के साथ लेग करेगा Vcn Vanसे 240o के साथ लेग करेगा क्योकि VanVbn की तुलना में तेज़ी से पीक पर पहुचेगा तो VanVbnसे लीड करेगाVbnVcn से लीड करेगा और एंगल 120o अलग अलग हैं हम मानते है कि Van हमारा रिफरेन्स हैं और यह ωt है यह फेज वोल्टेज हैं और यह VanVbn तथा Vcn का साइनुसोइडल रिप्रजेंटेशन हैं केवल एक बात बताता हू जब हम अगर an कि बात करेंगे तो a टर्मिनल पॉजिटिव हैं और n टर्मिनल नेगेटिव हैं Refer Slide Time 0626 तो इस केस में तीनो एक दुसरे से 120o अलग अलग होंगे यह फेज सीक्वेंस है हम इस फेज सीक्वेंस को हम a b c फेज सीक्वेंस कहते है यदि हम इसे a c b भी बनाना चाहते है तो इसे बना सकते हैं लेकिन फेज सीक्वेंस a b c हैं बाद में हम इसे देखेंगे Refer Slide Time 0636 अब यदि यहाँ न्यूट्रल बनता दिखाया गया हैं माना कि यदि यह Y कनेक्टेड हैं इसका मतलब हैं जब भी हम Van लिखते हैं तो बस इसी तरह मैने बताया था यह वोल्टेज वास्तव में Van हैं जब हम एरो का मतलब बनाते हैं तो यह और इंस्टेंटेनिअस होता हैं तो यह फैक्टर यह हैं यह है उसी प्रकार जब समान रूप से Vbn लेते हैं तो यह मेरा Vbn होगा यह मेरा एरो हैं तो यह Vb है तो यह यहाँ हैं उसी प्रकार मेरा Vabcn उसी प्रकार तो Van Vbn Vcn हैं तो यहाँ यह उसी प्रकार क्या कहते हैं यह मेरा Vcn हैं इस एरो का मतलब पॉजिटिव हैं नेगेटिव का मतलब कुछ भी नही दिखाया गया हैं तो Van Vbn फिगर 3 में है तो यह वोल्टेज Van हैं यह Vbn हैं और यह इसी तरह Vcn हैं इसीलिए इसका बेसिकली मतलब हैं एक समान रूप से मैगनेट होता हैं यदि यह रोटेट हो रहा हैं तो यह रोटेट हो रहा हैं और घिरा हुआ हैं एक स्टेटिक पार्ट हैं जिसे स्टेटर कहा जाता हैं जहाँ वाइंडिग को 120o अलग रखा गया हैं 120o इसके अलावा जब मैगनेट रोटेट हो रहा हैं तो वोल्टेज को इसी तरह से इंडयुसड किया जाएगा जिसे हम इन तीनो अलग अलग कोइल में कहते हैं जो 120o से अलग हैं फिजीकली यह अलग हैं और यदि इसी तरह उदाहरण के लिए वोल्टेज इंडयुसड Vn को रिफरेन्स के रूप में ले VbnVn से 120o के साथ लेग करेगा Vcn Vbn से 120o के साथ लेग करेगा Vcn Van से 240o के साथ लेग करेगा यह एक फिलोसोफी है तो यह हैं कि इसी तरह हम इसी तरह से Y कनेक्शन कहते हैं यदि यह Y∆ समान रूप से बनता हैं रिफर टाइम 0819 यह भी Y हैं लेकिन क्योकि यह ac एक नया रूप हैं रिफर टाइम 0824 यह वहाँ हो सकता हैं वहाँ नही हो सकता हैं लेकिन यहाँ यह n हैं जिसे नुमेरिकल पार्ट कहा जाता हैंरिफर टाइम 0828 Refer Slide Time 0834 तो यह वास्तव में यह Y कनेक्टेड सोर्स है यह सोर्स Y कनेक्टेड हैं लेकिन यदि यह ∆ है तो कोई भी न्यूट्रल नही होगा यदि यह एक ∆ है यदि यह ∆ कनेक्टेड सोर्स हैं तो अब देखे कि इसमे कोई भी नया टर्म नही हैं इस केस में Vab यदि Vab मतलब इस तरह से जब इस तरह से कहते हैं जब Vab का अर्थ हैं कि इंस्टेंटेनिअस पोलरिटी हैं a पॉजिटिव हैं और इसी तरह b टर्मिनल भी इसी तरह नेगेटिव हैं यह नेगेटिव हैंइसीलिए इसका अर्थ हैं कि जब यह Vab हैं यह पॉजिटिव हैं यह negative हैं यह Vab उसी प्रकार Vab लिख सकते हैं एरो का अर्थ हैं पॉजिटिव एरो का अर्थ हैं पॉजिटिव और यहाँ कोई एरो नही है जिसका मतलब नेगेटिव हैं उसी प्रकार Vbc तो Vbc का मतलब हैं कि यहाँ कोई कनफ्यूजन नही होना चाहिए जब कि Vbc को उसी प्रकार कहे तो b पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ में इसे लिखता हू यह Vbc हैं तो यह हैं यह हैं यह इंस्टेंटेनिअस पोलरिटी हैं यहाँ यह Vab नेगेटिव हैं यहाँ यह Vbc पॉजिटिव हैं यह इन्सटेनटेनिअस पोलारिटी हैं इसीलिए इसमे कोई भी कनफ्यूजन नही होना चाहिए और अगर यह Vab Vbc हो सकता हैं और यदि यह Vca हैं जब Vca को समान रूप से लेते हैं तो यह मेरा Vca हैं यह मेरा c है यह पॉजिटिव हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव हैं इसीलिए जब भी हम Vab कहते हैं तो a पॉजिटिव है b नेगेटिव हैं Vbc का मतलब हैं b पॉजिटिव हैं पहला पॉजिटिव होता हैं दूसरा नेगेटिव होता हैं यह इंस्टेंटेनिअस पोलरिटी हैं और यह वास्तव में इसी तरह हैं जिसे हम थ्री फेज ∆ कनेक्टेड सोर्स कहते हैं क्योकि यह ∆ कनेक्टेड हैं और यह समान रूप से ∆ कनेक्टेड सोर्स हैं जो Yकनेक्टेड था और यह ∆ कनेक्टेड हैं तो मुझे यह क्लियर करना चाहिए तो यह फिगर 4 हैं Refer Slide Time 1009 अब लाइन a और न्यूट्रल लाइन n न्यूट्रल लाइन n के बीच का वोल्टेज Van हैं यह मैने इसी तरह बताया हैं Refer Slide Time 1017 इसी तरह Vbn लाइन b और न्यूट्रल लाइन n के बीच का वोल्टेज हैं और Vcn लाइन c और न्यूट्रल लाइन n के बीच का वोल्टेज हैं इसीलिए Van Vbn Vcn को फेज वोल्टेज कहा जाता हैं जिसका मतलब हैं अगर लाइन न्यूट्रल है तो वह फेज वोल्टेज हैं रिफर टाइम 1033 जो भी वोल्टेज प्राप्त करने जा रहे हैं वह मूल रूप से फेज वोल्टेज हैं यदि समान रूप से 220 वोल्ट या लाइन टू लाइन में अलग अलग मिलता हैं जो कुछ भी उसी प्रकार हैं रिफर टाइम 1043 और यह कैसे मिलेगा जो कि मूल रूप से फेज वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल हैं Refer Slide Time 1052 तो Van Vbn Vcn को फेज वोल्टेज कहा जाता है अब अगर वोल्टेज सोर्स में सेम एम्पलीटयूड व फ्रीक्वेंसी होती हैं और एक दुसरे के साथ 120o आउट ऑफ़ फेज होते हैं तो वोल्टेज को बैलेंस्ड कहा जाता हैं इसका मतलब हैं कि इस वोल्टेज सोर्स में समान मैग्नीटयूड और उनकी फ्रीक्वेंसी 120o हैं मेरा मतलब हैं कि उस समय के बीच फेज डिफरेंस बिल्कुल 120o होता हैं इसी तरह कह सकते है की वोल्टेज बैलेंस्ड हैं यदि यह डिफरेंस में से एक नही हैं तो यह अनबैलेंस्ड हैं हम इस सोर्स के लिए केवल बैलेंस्ड चीजो का ही अध्ययन करेंगे Refer Slide Time 1125 तो तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा है तो VanVbnVcn 0 होता है यह फेजर क्वांटिटी हैं में दिखाऊंगा कि यह 0 क्यों है यदि इसी तरह से किया जाता हैं तो यह VanVbnVcn 0 हो जाएगा यह इक्वेशन 1 हैं Refer Slide Time 1142 इसका मतलब है कि अगर बैलेंस्ड वोल्टेज के लिए मैग्नीटयूड Van मैग्नीटयूड Vbn मैग्नीटयूड Vcn हैं ये वो मैग्नीटयूड है जब में मोड़ लगा रहा हूँ ये मैग्नीटयूड हैं Refer Slide Time 1156 अब यदि इसी तरह फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो Van एक रिफरेन्स है तो हम कहते हैं कि यह फेज सीक्वेंस a b c है क्योंकि ba से लेगcb से लेग कर रहा है इसलिए फेज सीक्वेंस a b c है इसलिए जब यह Van है हम Van Vpएंगल 0o लिखते हैं यह रिफरेन्स है और मेरा फेज वोल्टेज p मान ले कि हम फेज कहते हैं तो यह फेज वोल्टेज मैग्नीटयूड है और यह एंगल 0 हैं अब Vbn वास्तव में और ये सभी फेज मूल रूप से यह एक सभी मैग्नीटयूड समान हैं यह हैं इसे फेज वोल्टेज कहा जाता है तो इस केस में इसी तरह Van एंगल 0o हैं इसलिए Vbn Van से 120o से लेग करता हैंतो इसी तरह एंगल 120o हैं इन सभी का मैग्नीटयूड सेम हैं तब Vcn यह होगा यह मेरा Vcn हैं यह मेरा Vcn हैं यह मेरा Vcn हैं यह एंगल 240o हैं इसीलिए VcnVan से 240o से लेग करता हैं तो इसलिए में स्पष्ट कर दू हालाकिं यह Vcn एक समान रूप से एंगल 240o हैं इसी तरह 120o कह सकते हैं Refer Slide Time 1337 इसके अलावा यह Vcn यह 240o से लेग करता हैं या वैसे भी Vcn को Van120o दिया जाता हैं क्योकि Vcn 120o हैं तो इसका अर्थ हैं कि यह एक समान रूप से एंगल 120o बना सकते हैं यदि इसी तरह से कोई अन्य चीज हैं अगर इसी तरह से वह है तो इसी तरह से जिसे कॉल करते हैं वह समान हैंइसीलिए एंगल 240o हैं मान लीजिये कि यह मल्टीप्लाई बाय 1 हैं तो यह एक एंगल 360o है यदि समान रूप से इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह एंगल 120o होगा इसलिए मूल रूप से यह एक 120o हैं तो कही भी यह 120o समान हैं फेज वोल्टेज का इफेक्टिव या rms वैल्यू है यहाँ इसी तरह ले रहे हैं इस तरह ले रहे हैंरिफर टाइम 1414 sin ωt या cosine ωt तो यह फेज वोल्टेज का rms वैल्यू है तो हम जो भी कहते हैं फेज वोल्टेज हैं ये सभी rms वैल्यू हैं सब कुछ rms वैल्यू हैं Refer Slide Time 1426 अब रोटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता हैं इस केस में हमने कहा है कि Van फिर c फिर b यदि यह फेज a c b सीक्वेंस है यदि यह एक a b c सीक्वेंस हैं जहाँ a b c और a c b सीक्वेंस a c b हैं तो यहाँ यह दिखाया जा रहा हैं की हमनेरिफर टाइम 1444 लिया हैं तो यह एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में रोटर घूमता हैं लेकिन इस केस में अगर हम इसी तरह से लेते हैं तो इस मामले में रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए बोलते है तो इसमे a c और a c b सीक्वेंस हैं Refer Slide Time 1507 तो अब इसलिए Van एंगल 0o हमे मिल गया इसी तरह Vbn एंगल 120o इस मामले में एक सीरीज सीक्वेंस और Vcn एंगल 120o हैं यह पहले कि a c b सीक्वेंस के लिए हैं केवल एक चीज बदल जाती हैं अब इक्वेशन 1 से VanVbnVcn एंगल 0o एंगल 120o एंगल 120o हैं Refer Slide Time 1535 यदि हम इसे सिम्प्लिफ्य करते है तो यह 1 05 j0866 होगा फिर 05j 0866 यह 0 हो जाएगा इसीलिए बैलेंस्ड के लिए VanVbnVcn को 0 के बराबर होना चाहिए यदि यह अनबैलेंस्ड हैतो यह 0 भी हो सकता है लेकिन इस स्तर पर समान रूप से समझने के लिए समान रूप से यह मान ले कि इसी प्रकार 0 हैं इसके बाद यह उसी प्रकार होगा जिसे हम बैलेंस्ड वोल्टेज सोर्स VanVbnVcn 0 कहते हैं Refer Slide Time 1627 तो अब क्वेश्चन यह है कि इसी तरह Y कनेक्टेड लोड हैl यह वही है जो हमने देखा हैं कि यह Y और ∆ कनेक्टेड सोर्स के लिए हैं अब हम Y कनेक्टेड लोड देखेंगेl तो इस मामले में इसी तरह जिसे हम Y कनेक्टेड लोड कहते हैं यह Z1Z2Z3 और Y कनेक्टेड लोड है यह बैलेंस्ड होगा और फेज a b c दिया जाता है यह न्यूट्रल लाइन दिया जाता है यह हो सकता हैं वहाँ नही हो सकता है इसी तरह वहाँ हो सकता हैं या नही हो सकता हैं तो उस स्थिति में क्या होगा यह वास्तव में सिर्फ एक मिनट यह वास्तव में बैलेंस्ड फेज के लिए हैं यह उसी तरह है जिसे हम कहते है कि यह हमेशा समान हैं करंट के मामले में यह इस मामले में अलग हैं कि बैलेंस वास्तव में जीरो हैं अब बैलेंस फेज के लिए हैंl यह उसी तरह हैजिसे हम कहते हैं कि यह हमेशा 0 है तो अब क्वेश्चन यह है कि a b c यह a' लाइन हैंl यह न्यूट्रल हो सकता हैंl यह Z1Z2 और Z3 है यह फिगर 7 हैंl Refer Slide Time 1740 तो Y कनेक्टिविटी के लिए यह Y कनेक्टेड के लिए हैं यह एक a b c सर्किट में Y कनेक्टर हैंl इसी तरह इस Y को कनेक्ट किया गया हैंl और यह इसी तरह ∆ कनेक्टेड हैंl यह इसी तरह Za ZbZc हैं तो Y∆ सैंपल जो हमने वहाँ DC सर्किट में दिखाया हैं यह रेजिस्टेंस थाl यहाँ इमपीडेंस हैंl और यहाँ भी ab और c सभी बड़े पैमाने पर हैं तो यह ∆ कनेक्टेड लोड हैंl Refer Slide Time 1756 अब बैलेंस्ड लोड के लिए फेज इमपीडेंस मैग्नीटयूड में समान हैंlऔर फेज में इसका मतलब है कि इसी तरह Z1 Z2 Z3 इसी मैग्नीटयूड और उसी एंगल हैं तो यह बैलेंस्ड हैंl Refer Slide Time 1807 इसी प्रकार यहाँ इसका मतलब हैं कि एक बैलेंस्ड Y कनेक्टेड लोड के लिए Z1Z2Z3ZY हैlजो कि ZY हैं जिसको हम ZY कहते हैं बैलेंस्ड ∆ कनेक्टेड लोड के लिए ZaZb ZcZ∆हैl हम केवल बैलेंस्ड चीजो पर विचार करेंगेl Refer Slide Time 1821 और Y∆ ट्रांसफॉर्मेशन या ∆Y ट्रांसफॉर्मेशन हैंl जिस तरह से हमने इसे DC सर्किट के लिए बनाया है उसी तरह से हम इसे करते हैंl उसी तरह Z मिलेगाl अगर Z∆3ZY होगा या ZY 13 Z∆होगाl उसी तरह से इसे करे इसी तरह इसे मिलेगा इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका मतलब है कि DC सर्किट के लिए हर चीजें एक ही चीज के लिए की जा रही हैं कि संभवत रेजिस्टेंस होगा यहाँ यह इम्पीडेंस हैंl Refer Slide Time 1851 एक छोटा सा उदहारण ले सेट वोल्टेज के फेज सीक्वेंस को निर्धारित करेl Van को 200 cosω t 10oVbn 200 cosω t 230oऔर Vcn 200 cosω t 110 o 110o दिया जाता हैl Refer Slide Time 1858 तो यदि इसी तरह फेजर डायग्राम ड्रा करेl मान लीजिये कि यह इसी तरह रिफरेन्स पॉइंट है तो Van 200 एंगल 10o यह समान रूप से 200 एंगल 10o दिया जाता हैंचाहे यह cosine मूल रूप से कुछ नहीं हैं लेकिन इसी तरह का sin ∆ हैं तो यह sin 90o θcosθ और cos 90o θsinθ इसमे कोई कंफ्यूजन नही होना चाहिएl तो यहाँ यह इसी तरह से रिफरेन्स लाइन हैं तो Van अगर इसी तरह 10o मिला हैंl और इस संबंध में अगर 110o में रिफ़रेंस Vbn को इसी तरह ड्रा करे क्योकि यह उसी तरह हैं सॉरी Vcnको 110o दिया जाता हैं और Vbn 230o हैl और यह रिफ़रेंस के संबंध में हैं अगर हम देखते हैं कि यह इसी तरह 100 हैं तो यह इसी तरह से हैं इसका मतलब यह हैं कि यह एक हैं इसी तरह विथ रेस्पेक्ट टू 230o रिफरेन्स से हैं अब अगर यदि समान रूप से देखे कि अगर इसी तरह से abऔर c के बीच का एंगल को देखते हैं तो Van और Vbn के बीच का एंगल 120o हैंl इसी प्रकार से c और b के बीच का एंगल 120o हैंl इसका मतलब है कि इसमे a c b सीक्वेंस हैंl इसीलिए यह फेज सीक्वेंस a c b हैंl यदि यह इस तरह से दिया जाता हैंl तो इसी तरह से रिफरेन्स लेते हैं तो इसी तरह से रिफरेन्स लेते हैं उसके बाद इसी तरह से फेजर डायग्राम बनाये फिर इसी तरह इसे प्राप्त करेंगे यह एक a c b सीक्वेंस हैंl Refer Slide Time 2034 अब बैलेंस्ड Y कनेक्शन बैलेंस्ड Y कनेक्टेड सोर्सऔर बैलेंस्ड Y कनेक्टेड लोड हैंlजब सोर्स बल्कि मेरा मतलब हैं तो हम यह करेंगे कि यह सोर्स केसे इससे बैलेंस्ड हैं यदि अनबैलेंस्ड कुछ भी नही हैं तो में बताऊंगा किइसी तरह बैलेंस्ड एक हैं तो बैलेंस्ड Y कनेक्टेड सोर्स और Y कनेक्टेड लोड हैं Refer Slide Time 2048 मान लीजिये यह मेरा Y कनेक्टेड सोर्स हैl और यह मेरा Y कनेक्टेड लोड हैl यहाँ भी न्यूट्रल हैl और यह दो जुड़े हुए हैंl इसी तरह से एलिमेंट यहाँ से जुड़े हुए है ओर करंट न्यूट्रल हैं जो In हैl और यह इसी तरह Van Vbn और Vcn हैl यह दिया गया हैl और यह ZY ZY ZY हैंl यह छोटा abc हैं यह कैपिटल ABC हैंl यह सोर्स हैl और यह Y कनेक्टेड लोड हैl क्योकि इसके माध्यम से थ्री फेज में करंट IaIbIc न्यूट्रल हैं यह रिफर टाइम 2125 न्यूट्रल कनेक्टेड करंट In के माध्यम से फ्लोइंग होता हैंl तो अगर इसी तरह अब यह फ्लो हैंl तो यह हैं l Refer Slide Time 2140 तो अब यह समान रूप से केवल सोर्स की ओर आकर्षित करता हैं तो यह फिगर 11 हैं l यदि इसी तरह से सोर्स कि ओर आकर्षित किया गया हैं इसीलिए में यहाँ न्यूट्रल या कुछ भी नही दिखा रहा हूl पहले हम देखते हैं कि सोर्स की ओर से कोई न्यूट्रल जेसा कुछ नहीं दिखाया गया है लेकिन यह कि कुछ भी नही दिखाया गया हैं केवल Van यहाँ है तो जिस तरह से मैंने Vab को बतायाl a पॉजिटिव या नेगेटिव हैl तो Vbc और Vca l तो यह इसी तरह होगा जिसे हम कहते हैं कि abc चला गया हैंl abc चला गया हैंl तो Van एंगल 0o यह बैलेंस्ड है VbnVcn एंगल 120o रिफर टाइम 2215 एक a b c सीक्वेंस और Vcn एंगल 120 o मान लीजिए अगर हम ऐसा बनाते हैंतो यह मेरा Van है यह मेरा Vbn है यह मेरा Vcn है अब यदि इस तरह KVL को लागू करे यदि इसी तरह से KVL को लागू करे यदि इसी तरह से KVL को इस स्थान पर लागूकरे यदि इसी तरह से KVL को लागू करे तो यह इस तरह Vab रिफर टाइम 2244 से - की तरफ घूम रहा है तो इन्सटेनटेनिअस पोलारिटी VabVbn Van0 होना चाहिए इसका मतलब मेरा VabVan Vbn तो यह VabVan Vbn का मतलब हैं इसी तरहहम एस वोल्टेज को a से b के वोल्टेज को हम लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं क्योकि यहाँ लाइन के समान हैं यह लाइन हैं तो यह भी लाइन हैं तोयह लाइन वोल्टेज के लिए होगा और जब इसी तरह से Van Vbn Vcnको कॉल करते हैं तो यह न्यूट्रल के लिए लाइन हैं जो एक फेज वोल्टेज हैं और इसे लाइन टू लाइन वोल्टेज कहा जाता हैं जो की Vab Vbc Vca हैं इसी तरह अन्य दोरिफर टाइम 2334 के लिए भी इसी तरह KVL कर सकतेहैं Refer Slide Time 2341 तो इसलिए इस केस में इसी तरह पूरा मैने जो लिखा है कि VabVan Vbn तो यह Vbn कि Vbn इसी तरह यहाँ लिख सकता हैं जिसे हम - Vnb कहते हैं बस इसी तरह यहाँ प्राप्त करे जिसे हम कहते जिसे हम n कहते हैं यह Vbn उसी प्रकार लिख सकते हैं Vnb यही कारण है यह Vbn हैं Vnb का मीनिंग है पॉजिटिव मेरा मतलब हैं कि अगर इसी तरह से वोल्टेज इस साइड में Vbn कहे तो मान लीजिये कि यह पॉइंट हैं यदि हम इसी तरह Vnb जानना चाहते हैं तो यह समान रूप से Vnb होगा जो सेट में एक के अपोजिट हैं रिफर टाइम 2418 तो यह क्यों हैं इसीलिए इसे Vnb लिखते हैं मुझे लिखने दो ताकि मेरा Van क पता चल जायेइसी तरह एंगल 0o को जाने और -Vbn इसी तरह से जानते हैं एंगल 120o यहाँ हम सबसटीटयूड कर रहे हैं यदि हम इसी तरह करते हैं तो इसका मतलब हैं Vab होगा इसका मतलब हैं एंगल 0मतलब cos 0 और यह एक हैं इसी तरह से यह cos 120 j sin 120o है यदि इसी तरह करते हैंतो यह 1हाफj रूट 32 हो जाएगा और अगर इसी तरह समान रूप से सरलता से ले तो इसका मूल रूप रूट 3एंगल 30o हो जाएगा तो अब Vab रूट 3 का मीनिंग हैं फेज वोल्टेज हैं और Vab लाइन वोल्टेज हैं यदि लाइन वोल्टेज का अर्थ फेज वोल्टेज का रूट 3 टाइम एंगल 30o अब अगर इसी तरह से इस फेजर डायग्राम में देखे तो वहाँ बहुत ही सिंपल है यह केवल एक मिनट हैं केवल इसी तरह कि समझ कि आवश्यकता हैं वास्तव मेंयह मेरा Van हैं यह मेरा Vbn हैं यह मेरा Vcn है तो यह 120o अलग अलग हैं यह Vbn हैं तो अगर इसी तरह से 180o दूसरी तरफ बनाते हैं तो यह मेरा Vnb है यह मेरा Vnb हैं वैसे भी मैने बस यही बताया कि यह मेरा Vnb हैं और इनका मैग्नीटीयूड Vnb Vn और Vbn भी है मैग्नीटीयूड यह मैग्नीटीयूड हैं कि क्या इसी तरह से यह दिशा मिलती हैं तो यह हैं यह दिखाता हैंइसका मतलब हैं कि यह वोल्टेज मैग्नीटीयूड हैं और यह जो इसके पैरेलल है यहाँ यह लिखा होगा तो यह इसीलिए इसे यहाँ खीचा जाता हैंयह दिखाया गया हैं तो अब यह क्लियर हैं तो यह एंगल समान रूप से हैजिसे हम अब कहते हैं जब भी पैरेलल रूप से यह पैरेलल मैग्नीटीयूड देता है तो यह एक समान होगा तो Vab Van इसी तरह Vnb हमें पता होना चाहिए Vab Van Vnb तो यह यहाँ हैं कि हमने इसे कम क्यों किया हैं यहाँ हमने बनाया है यहाँ Van Vnb Refer Slide Time 2625 तो इसका मतलब है कि अगर इसी तरह से अब अगर इस तरह से एक का प्रोजेक्शन करेंक्योकि यह यह हैं तो मूल रूप से यह cos एंगल 30o होगा इसलिए cos 30 और यह भी 30o है तो cos 30 यह 2 cos 30 होगा यहाँ यहाँ से cos 30 यहाँ से यहाँ भी cos 30o होगा और यह एंगल समान रूप से 30o हैं इसका मतलब हैं जो भी हमने अभी अभी किया हैं इसका मतलब है कि इन लाइन वोल्टेज मैग्नीटीयूड रूट 3 फेज वोल्टेज मैग्नीटीयूड होगा इसी प्रकार इस Vcn के लिए हमें समान रूप से अंतिम 120o फेज मिलता है तो अगर यह इस तरह से हैं तो फिर Vbc यहाँ आये Vbc यहाँ आते हैं क्योकि इस एंगल से एंगल यह 120o है तो Vbc Van से 90o के साथ लेग करेगा क्योंकि यह एंगल 90o हैं जिसका अर्थ है जो कुछ भी यहाँ पर किया गया हैं उसी तरह Vab रूट 3 एंगल 30o यह इस फेजर डायग्राम का उपयोग कर रहा है और यह फेजर डायग्राम से रोटर c है इसलिए सभी एंगल सभी एंगल के बीच मार्क किया हैं इसलिए यहां सभी एंगल 60o के साथ मार्क हैं तो यह इसी तरह 30o है यह सरल ज्योमेट्री से समझ में आता है यह समझ में आता हैं Refer Slide Time 2750 तो इसी तरह Vbc को समान रूप से Vbn Vcn रूट 3 एंगल 90o मिलता है अगर इसी तरह से करते हैं तो उसी तरह से मिलेगा इसी तरह VcaVcn Van इसी तरह रूट 3 एंगल 210o मिलेगा इसी तरह बस करो इसी तरह मिलेगा एक मैं इसे इसी तरह के लिए दिखाया हैं एक में इसे इसी तरह के लिए दिखाया अन्य इसी तरह का फॉलो करें और इसी तरह से इसे सिम्प्लिफ्य करे Refer Slide Time 2813 अब अगर इसी तरह से फेजर डायग्राम पूरा करके इसी तरह फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को देखे तो मैंने इसी तरह बताया हैं कि Vab Vbc Vca में उनके फेज डिफरेंस 120o होगा लेकिन यही कारण है कि यह Vab यह Vbc है यह Vca है तो ab से bc अगर यह 120o है तो bc से ca यह 120o है और ca से ab यह 120o है यहाँ जिसे हम 120o कहते हैं तो अब वह Van यह देखते हैं जिसे हम कहते हैं और Vbc और Vanके बीच में यह 90o है और सभी एंगल मार्क हैं और Vbn और Vbc के बीच का एंगल यह फिर से 30o है Vca और Vcn के बीच का एंगल 30o होगा यदि ab और an यदि समान रूप से ab और an 30o देखे अगर इसी तरह से bc और bn देखें तो 30o हैं और अगर इसी तरह समान रूप से ca और cn देखें तो यह 30o है तो फिगर में दिख रहा है कि Vab Vanसे 30o कम करती हैं Vbc Vbn से 30o के साथ लीड करेगा और इसी तरह Vca Vcn से 30o के साथ लीड करेगा तो इसी तरह से सुपर इम्पोस करें और फेजर डायग्राम बनाएं तो यह लाइन से लाइन वोल्टेज है और यह उसी तरह से न्यूट्रल हैजिसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं और लाइन से लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रूट बार Refer Slide Time 2941 तो लाइन वोल्टेज को कभी-कभी VL कहते हैं लाइन वोल्टेज कुछ VL लाइन टू लाइन वोल्टेज लिख सकते हैं यह सही हैं कही भी हमने इसे समान रूप से बनाया हैं जिसे हम समान रूप VLमैग्नीटीयूडVabमैग्नीटीयूडVbcमैग्नीटीयूडVca यह बैलेंस्ड है उसी प्रकार लाइन टू लाइन का करंट ILमैग्नीटीयूडIaमैग्नीटीयूडIbमैग्नीटीयूडIc फेज करंट हैं सवाल यह हैं कि यह Y कनेक्टेड लोड है और Y इसी तरह जुड़ा हुआ है हम इस डायग्राम पर आएंगे Y कनेक्टेड लोड और Y कनेक्टेड सोर्स तो यह करंट हैजिसे हम लाइन टू लाइन करंट कहते हैं और यह इसी तरह an bn cnY से कनेक्टेड हैं तो एक ही करंट यहाँ जा रहा है एक ही करंट यह जा रहा हैं उसी तरह Ib के लिए भी इसी तरह Ic के लिए भी हैं यदि इसी तरह KCL लागू किया जाता हैं तो यह Ia Ib Ic ILहोगा तो वही करंट फ्लो है और यह लाइन करंट है यह यहाँ से करंट हैं इसके लिए यह स्माल a से कैपिटल A तक लाइन टू लाइन है स्माल b से कैपिटल B लाइन टू लाइन हैं है स्माल c से कैपिटल C तक यह लाइन टूलाइन हैं इन सभी मामलो में तो यह लाइन करंट फेज इम्पिड़ेंस A से N यहाँ से प्रवेश कर रहा है इसलिए यही रीज़न है कि लाइन करंटफेज करंट दोनों समान हैं आशा है कि यह इसी तरह से समझा जाता हैं कुछ अच्छी किताबे या रिफरेन्स बुक दी जाती हैं तो इस केस में लाइन करंट मैग्नीटीयूड फेज करंट और लाइन वोल्टेज V स्क्वायर VabVbcVca का मैग्नीटीयूड सभी समान हैं और L लाइन करंट का मैग्नीटीयूड IaIbIc का मैग्नीटीयूड फेज करंट I मैंने इसी प्रकार Y सर्किट लाइन करंट फेज करंट कहा अब लाइन वोल्टेज उनके संबधित फेज वोल्टेज से 30o के साथ लीड करेगा जिसे हम फेज डायग्राम से भी देख सकते हैं Refer Slide Time 3156 और फिगर 10 सेइसका मतलब यह हैं कि इसी तरह से फिगर 10आता हैं यह यहाँ से हैं इसका मतलब हैं फिगर 10 से मेंदुसरो को लिख रहा हू में दिखाऊंगा तो फिगर 10 से इन यह करंट Ia यहाँ इंटर कर रहा है और यहाँ वोल्टेज Van है इसका मतलब है कि Ia Van डिवाइडेड बाय ZY हैयह ZY मेरा V है क्योकि यहाँ Van वोल्टेज हैं तो Van डिवाइडेड बाय Vz यह Van यहाँ कुछ भी नहीं हैं क्योकि कोई भी एलिमेंट यह कनेक्ट नही है तो Van V इसी प्रकार लिख सकते है कि Van डिवाइडेड बाय ZY उसी प्रकार Ibऔर Ic उसी पर वापस जाएँगे फिगर 10 से Ia Van डिवाइडेड बाय ZY लिख रहे हैं Refer Slide Time 3317 तो इसी तरह Ib Vbn डिवाइडेड बाय ZY Vbn एंगल 120o डिवाइडेड बाय ZY और ZY Ia में है तो यह ZY एक समान रूप से रखा जाएगा इसलिए मैंनेIb Iaएंगल 120o रखा हैं इसी तरह Ic Vcn डिवाइडेड बाय ZY एंगल 120o डिवाइडेड बाय ZY और Ia डिवाइडेड बाय 120oहै इसके अलावा Ia Ib Ic Ia I एंगल 120o Iaएंगल 120o 0 हैं Refer Slide Time 3357 इसके अलावा nसॉरीयदि इसी तरह KCL अप्लाई करें जिसे हम KCL कहते हैं इसी तरह InIa Ib Ic0 मिलेगा लेकिन Ia Ib Ic 0 हैं इसलिए इसीलिए शेष 0 हैं कोई भी करंट न्यूट्रल से फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए यह थ्री फेज सर्किट फिलोसोफी है Refer Slide Time 3418 तो यह समरी है इसमे एक साथ Y कनेक्शन फेज वोल्टेजकरंट और लाइन वोल्टेजकरंट दिए गए हैं तो यह वह संबंध है जो हमने Y लाइन करंट फेज करंट लाइन वोल्टेज और करंट के लिए बनाया है VabVbc और Vcaदिया है Ia Ib और Ic दिया है और VanVbn और Vcn भी दिया है और Y लाइन करंट फेज करंट के लिए हैं Glossary English Word Word Meaning surrounded सर्रोउनडेड घिरा हुआ determine डीटरमाइन निर्धारित करना relation रिलेशन संबंध suggestion सजेसन सुझाव